नमस्कार हम पिछले कुछ सत्रों में सेवाओं के वितरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं जैसा कि आप अब तक अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सामानों की तरह सेवाओं को भी ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए या ग्राहकों को अंदर लाने के लिए वितरित करने की आवश्यकता है अब जैसे गुड्स के मामले में सेवाओं में भी वितरण का एक प्राथमिक उद्देश्य है लेनदेन की संख्या को कम करने के लिए और लेनदेन की लागत को कम करने के लिए विशेष रूप से ग्राहक के दृष्टिकोण से और इन लेनदेन की लागत मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार हैं इसलिए मूल रूप से इसलिए सेवा वितरण में जब हम स्थान को देखते हैं तो हम हमेशा उपभोक्ता सुविधा के संदर्भ में स्थान निर्धारित करने का प्रयास करते हैं इसलिए सुविधा सुविधा सुविधा मंत्र है जो हमारी वितरण नेटवर्क रणनीति का मार्गदर्शन करेगा बेशक कभी कभी हम किसी स्थान पर एक विशेष सेवा वितरण बिंदु का भी पता लगा सकते हैं जहां बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध हैं इसलिए यदि आप एक बड़े मॉल का निर्माण कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की संख्या के लिए वितरण आउटलेट के रूप में कार्य करेगा जो कुछ संबंधित हैं ज्यादातर संबंधित हैं आप इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे कभी कभी मुख्य मेट्रो क्षेत्र के बाहर हो सकता है ताकि यात्रा के संदर्भ में उपभोक्ताओं को भी यात्रा करना पड़ सके हालांकि पार्किंग के संदर्भ में अन्य विभिन्न गैर मौद्रिक लागतों के संदर्भ में और अचल संपत्ति की लागत और अन्य अवसंरचनात्मक सेवा लागतों के संदर्भ में कि बाहर मेट्रो स्थान एक समग्र अर्थव्यवस्था प्रदान कर सकता है जो अंततः सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होगा आज मैं इस संदर्भ में सेवा वितरण पर हमारे सत्र को समाप्त करने के लिए कुछ अन्य थोड़ा और अधिक उन्नत मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा इसलिए इस विशेष सत्र को हमने नेटवर्क ऑफ सर्विसेज के रूप में शीर्षक दिया है नेटवर्क क्योंकि यह एक आधुनिक मुहावरा है जिसे हमने पहले ही पेश किया है यह मूल्य नक्षत्र और मूल्य नेटवर्क की संपूर्ण अवधारणा या सेवाओं में मूल्य निर्माण का नेटवर्क दृश्य है आपको याद होगा कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह ऊपरी ईक्वालोन इस चित्र के ऊपरी हिस्से द्वारा जिस तरह का बिज़नेस मॉडल पेश किया गया है वह अब आधुनिक अवधारणा को जन्म दे रहा है जहाँ हमारे पास ग्राहकों के नेटवर्क हैं हमारे पास सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क हैं और बीच में हमारे पास नेटवर्क भी है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के लिए इस चित्र को देखें यह वास्तव में किसी भी आधुनिक मॉल का इंटीरियर या बड़े शॉपिंग सेंटर का एक प्रकार हो सकता है लेकिन वास्तव में यह भारत के आधुनिक हवाई अड्डों में से एक का आंतरिक दृश्य है जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एक और मुंबई में दो आधुनिक ताजा हवाई अड्डे हैं और यह उन में से किसी एक का आंतरिक प्रकार हो सकता है दुनिया भर में उस मामले के लिए कोई अन्य हवाई अड्डा और जैसा कि यहां दिखाया गया है यह एक शॉपिंग मॉल या एक बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला आदि का इंटीरियर भी हो सकता है इसका कारण यह है कि आज हवाई अड्डे न केवल उड़ान से संबंधित सेवाओं के नेटवर्क हैं इसका मतलब है कि जहां विमानों की संख्या हवाई जहाजों की संख्या से उड़ान भरती है वास्तव में 100 और भूमि की लैंडिंग और टेक ऑफ दिन के दौरान होती है और इस लैंडिंग और नेटवर्क हवाई जहाज से उतरने से संबंधित हमारे पास अन्य सेवाओं ईंधन सेवाओं विमान के रखरखाव सेवाओं सामान लोडिंग अनलोडिंग की संख्या है यात्री लोडिंग अनलोडिंग और अन्य सभी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो एक आधुनिक हवाई अड्डे को वास्तव में एक बहुत बड़ी सेवा का कारखाना बनाती हैं हालांकि इन प्रकार के विशुद्ध रूप से भौतिक संसाधन भारी बड़े बुनियादी ढांचे प्रकार के सेवा नेटवर्क अब अक्सर विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क द्वारा पूरक होते हैं हाल ही में जब मैं नॉर्वे में एक सम्मेलन में था मैंने हेलसिंकी से फ़िनलैंड के मुख्य हवाई अड्डे ट्रॉनहैम के लिए उड़ान भरी यह नॉर्वे का एक दिलचस्प छोटा हवाई अड्डा एक सुंदर शहर और एक प्रमुख विश्वविद्यालय की सीट अब नेटवर्क तक पहुँचने और आवश्यक कदम उठाने की पूरी प्रक्रिया सामान जमा करने या सामान गिराने के लिए जाँच करने के लिए आवश्यक चरणों से गुज़रना जैसा कि इसे कहा जाता है इसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में मेरे कंप्यूटर से मेरे होटल के कमरे में हुआ था इसलिए मैं वास्तव में वेब पर जांच कर सकता हूं मैं अपने कंप्यूटर से अपने बोर्डिंग पास को प्रिंट कर सकता हूं मुझे अपने स्मार्ट फोन पर बोर्डिंग कार्ड का एक भाग या दृश्य मिला जो हवाई अड्डे पर पूरी तरह से स्वीकार्य था और जब मैं हवाई अड्डे पर पहुंचता हूं तो मुझे आश्चर्य हुआ यह वास्तव में ऑटोमेशन और सेल्फ सर्विस तकनीक से परे एक रास्ता है जो हमारे हवाई अड्डों पर तैनात है यहां मैं अपने अंतिम बोर्डिंग कार्ड का प्रिंट आउट ले सकता हूं मैं अपने बैग का वजन कर सकता हूं और उसी के अनुसार मैं अपने बैगेज टैग भी प्रिंट कर सकता हूं और मैंने अपने आप को टैग किया और मैं इसे एक विशेष मार्ग पर ले गया और वहाँ बारकोड रीडर थे और एक बार जब मेरे सामान की स्ट्रिप्स पढ़ी गईं तो मैंने उन्हें खुद कन्वेयर पर रख दिया और सामान चला गया और जब मैं अपने गंतव्य पर बाद में पहुंच गया तो मैंने इसे पूरी तरह से ठीक स्थिति में वापस पा लिया यहां तक कि तथाकथित सुरक्षा जांच आदि से गुजरने की प्रक्रिया भी वे निश्चित रूप से भौतिक सुरक्षा जांच थी लेकिन बोर्डिंग कार्ड की जांच और सही गेट के लिए मार्गदर्शन की जाँच सब कुछ स्वचालित था सब कुछ आरएफआईडी के माध्यम से होता है बारकोड के माध्यम से टैग और इसी तरह आगे इसलिए चूंकि मेरी उड़ान भरने से पहले हवाई अड्डे पर बहुत समय मुफ्त उपलब्ध था और इससे खरीदारी के लिए मेरा समय बढ़ गया तो इसीलिए ये आधुनिक हवाई अड्डे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके या नेटवर्क बनाकर या नेटवर्क के आउटसोर्सिंग हिस्से की तरह या हवाई अड्डे की भौतिक सीमा से परे अपने नेटवर्क का हिस्सा बाहर धकेलते हैं इसलिए यह साइबर नेटवर्क पर वितरण है और इसके परिणामस्वरूप वे उपभोक्ता सुविधा के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य के माध्यम से जोड़ा जाने वाला मूल्य बढ़ाने के लिए सक्षम हैं जैसे अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे शुल्क मुक्त खरीदारी आदि के लिए उपभोक्ता उपलब्धता और पूरे पर मुझे लगता है कि उपभोक्ता को कम परेशानी है कोई कतार नहीं है क्लर्कों और चेक पर लेनदेन के साथ कोई समस्या नहीं है और हवाई अड्डे पर संभवतः दुकानों और रेस्तरां में यात्रियों द्वारा खर्च किए गए लंबे समय के माध्यम से उच्च आय है हालांकि यह मत सोचो कि उत्कृष्ट अत्यधिक सक्षम सेवा नेटवर्क को इस विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है उच्च प्रौद्योगिकी की तैनाती और इतने पर क्योंकि मुंबई के प्रसिद्ध डब्बावालों जैसे उदाहरण हैं बहुत कम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अद्भुत सेवा नेटवर्क है वे उत्कृष्ट जानकारी और कोडिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं लेकिन हम सामान्य रूप से आईसीटी से क्या मतलब है मोबाइल फोन इंटरनेट कंप्यूटर जो इस उत्कृष्ट विश्व प्रसिद्ध सेवा नेटवर्क द्वारा उपयोग नहीं किए जाते हैं यह सेवा नेटवर्क शिक्षाविदों द्वारा चिकित्सकों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञों की आपूर्ति करने वाले लोगों द्वारा प्रशंसित है सभी के साथ इस अद्भुत नेटवर्क को देखें और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी वे IIT या IIM में आते हैं या उनके प्रतिनिधि विभिन्न अन्य सम्मेलनों में जाते हैं कि आप इस वितरण नेटवर्क की मजबूती को कैसे सुनिश्चित करते हैं या आप किस तरह से विकास से निपटते हैं या क्या होने वाला है अगर आपके पास अधिक प्रतिस्पर्धी हैं और दुनिया बदल रही है तो क्या डब्बावालों में बदलाव होगा आइए हम उनके कुछ शानदार आंकड़ों को देखें ये आंकड़े कुछ साल पुराने हैं मुझे यकीन है कि अब सभी संख्या काफी बढ़ गई है इस बिंदु पर जब यह विशेष रूप से किया गया था तो यह विशेष अध्ययन किया गया था उनके पास लगभग 175 200 हजारों ग्राहक थे जिसका अर्थ है कि 2 से गुणा किया जाता है संभवतः 350 मिलियन के आस पास उन लोगों की संख्या कई हैं जो संभवत आधा मिलियन वितरण करते हैं क्योंकि एक विशेष ग्राहक का मतलब एक डब्बा या एक टिफिन बॉक्स होता है जिसे कल इस्तेमाल किया गया था और नए डब्बा या टिफिन बॉक्स को ग्राहक के घर से ग्राहक कार्यालय में वितरण के लिए ले जाया जाता है आप सभी इस सेवा के बारे में जानते हैं मूल रूप से यह सेवा आपके घर से ताजा पका हुआ भोजन एकत्र करती है और बॉम्बे के दूसरे छोर तक पहुंचाती है इसलिए बॉम्बे के लोग ज्यादातर उपनगरों में रहते हैं तो यह आपके उपनगरीय घर से एकत्र किया जाता है और फिर मुंबई के शहर केंद्र मुंबई के कार्यालय क्षेत्र में वितरित किया जाता है इसलिए इसे मुलुंड या भांडुप से उठाया जा सकता है और नरीमन पॉइंट या वर्ली में वितरित किया जा सकता है और इसे आपकी टेबल पर या आपके लंच रूम में और त्रुटी मुक्त तरीके से दिया जाता है तो यह उठाया जाता है सही डब्बा उठाया जाता है सही टिफिन बॉक्स सही टिफिन वाहक को सही घर से उठाया जाता है और सही मेज पर सही उपभोक्ता को दिया जाता है शानदार परिशुद्धता और हर दिन वे पिछले दिन के खाली टिफिन बॉक्स को वितरित करते हैं और हौसले से भरे हुए टिफिन बॉक्स को उठाते हैं 75 किलोमीटर की सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से बॉम्बे की उपनगरीय रेलवे प्रणाली है लगभग भोजन ट्रंक लाइन के रूप में कार्य करती है और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हम छह सिग्मा के बारे में बात करते हैं एक मिलियन प्रकार की विफलता दर में दो भाग और यह लोग 15 मिलियन में एक विफलता दर शानदार गुणवत्ता रिकॉर्ड में एक है और वे राजस्व हैं आदि पर अच्छी तरह से चर्चा की गई है और पूरी प्रक्रिया यदि आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो आपको You Tube पर जाना चाहिए या Google पर जाना चाहिए और आप सामग्री का धन पा सकते हैं और आप वास्तव में हो रही पूरी चीज़ को देख सकते हैं और मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर अब प्रसिद्ध फिल्में भी रिलीज हुई हैं मुझे लगता है कि पिछले साल रिलीज हुई एक उत्कृष्ट फिल्म लंच बॉक्स थी तो यह ऑस्कर के लिए लगभग उम्मीदवार था तो आप उस फिल्म को भी देख सकते हैं और यह फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प रोमांस के बारे में कुछ और है लेकिन यह पूरी डिलीवरी प्रणाली पर आधारित है डब्बावाला संगठन की संरचना बहुत सरल है यह सिर्फ साधारण तीन स्तरीय संरचना है और इसमें समूह हैं और ज्यादातर लोग हैं जो संलग्न हैं वे वास्तव में कर्मचारी नहीं हैं वे समग्र अधिशेष साझा करते हैं यह ऑपरेशन से उत्पन्न होता है और इसलिए एक तरह से वे उद्यमी होते हैं तो यह वास्तव में उद्यमियों का एक सहकारी है और सभी सांस्कृतिक रूप से बहुत समान हैं उनमें से बहुत से आप जानते हैं कि वे स्नातक नहीं हो सकते हैं वे सिर्फ स्कूल स्तर पर शिक्षित हो सकते हैं इसलिए अल्पविकसित शिक्षा लेकिन उच्च बुद्धि मुझे लगता है कि वे कैसे खुद को भर्ती करते हैं वे ज्यादातर मुंह के शब्द और मूल रूप से फैलते हैं इसलिए और रेफरल तो यह ग्राहक वकालत का आदर्श उदाहरण है जहां ग्राहक को आपके बाज़ारिया के रूप में सह चुना जाता है इसलिए यदि आप नए ग्राहकों के उनके वार्षिक अधिग्रहण को देखते हैं तो यह कहा गया है कि 80 प्रतिशत या अधिक ग्राहक वास्तव में मौजूदा ग्राहकों के रेफरल के माध्यम से आ रहे हैं या मौजूदा ग्राहकों द्वारा पेश किए गए हैं लोग भी वहाँ काम करने वाले लोगों के समान नैतिक हैं वे बहुत सुखद हैं लोगों को उनके साथ काम करने का एक बहुत अच्छा अर्थ है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आप टिफिन जानते हैं डब्बावाला एक समय में उपभोक्ता के घर जाता है जब लोग कार्यालयों और स्कूलों और कॉलेजों से दूर होते हैं तो आपको बहुत सुरक्षित होने और सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति आपके घर में कुछ इकट्ठा करने के लिए चल रहा है इसलिए आप और इस स्तर की सुरक्षा जब हम टैक्सी ड्राइवरों के बारे में इतना कुछ सुनते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ जघन्य अपराधों में होने वाले अपराध या विभिन्न अन्य किराए के कार चालक मुंबई के डब्बावालों का उस संबंध में एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड है इसलिए वे एक साधारण रिले सिस्टम का उपयोग करते हैं डब्बा को भांडुप के विशेष क्षेत्रों में घरों से उठाया जाता है और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है इसलिए एक विशेष व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से एक विशेष क्षेत्र और विभिन्न पिकअप कर्मियों को इकट्ठा करता है फिर वे यह कहते हैं कि यह मुलुंड स्टेशन या भांडुप स्टेशन है और फिर यह ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर जब इसे दूसरे छोर पर उतार दिया जाता है वर्ली या नरीमन पॉइंट या विक्टोरिया टर्मिनस के लिए या चर्च गेट पर फिर उन्हें एक हब और स्पोक तंत्र के माध्यम से फिर से वितरित किया जाएगा और अंततः बहुत तेजी से गंतव्य तक पहुंचने के लिए तो कल्पना कीजिए कि इन सभी डब्बों को लगभग 2 घंटे के भीतर उठाया गया और वितरित किया गया तो यह है कि भोजन अभी भी लगभग गर्म और ताजा है इसलिए बहुत कम समय में ताजा पकाया हुआ भोजन एक गंतव्य से 30 किलोमीटर दूर और ठीक स्थान पर हो सकता है यह आपकी मेज पर आता है वे कोडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं मैं आपको कोडिंग सिस्टम का उदाहरण दिखाऊंगा जैसा कि आप शीर्ष लाइन पर देखते हैं यह बहुत ही सरल कोडिंग सिस्टम है वे उपयोग करते हैं जो मूल और साथ ही गंतव्य को दर्शाता है क्लाइंट नाम की भी आवश्यकता नहीं है और कोडिंग प्रणाली सभी साक्षरता स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त है और कार्यदिवस अनुसूची क्योंकि यह पूरी चीज काम के घंटों के दौरान संचालित होती है इस समय 10 से 4 कहने के दौरान और प्रत्येक व्यक्ति 30 से 35 पिकअप को संभालता है जो काफी प्रबंधनीय आकार प्रदान करता है और इसलिए वे तदनुसार लोगों पर भार वितरित करते हैं ताकि मानव त्रुटि की संभावना कम हो और जैसा कि मैंने कहा एक डब्बा लौटा है एक ताजा डब्बा उठाया जाता है और इसी तरह एक डब्बा उठाया जाता है जो पहले से ही है उपयोग किया गया है और आपके घर में डिलीवरी के लिए सौंप दिया गया है इसलिए प्रति दिन चार हैंडलिंग अब दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे नए प्रकार के प्रतियोगी हैं जो अब सामने आ रहे हैं आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकारों की फास्ट फूड चेन रेस्तरां समर्थक हैं तो आप यहां देख सकते हैं नेटवर्क के बीच या बीच में एक उभरती हुई लड़ाई है इसलिए फास्ट फूड चेन एक तरह के नेटवर्क रेस्तरां और सड़क किनारे विक्रेताओं या अन्य प्रकार के नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें उडुपी रेस्तरां और इसी तरह के अन्य नेटवर्क शामिल हैं तो यह लगभग एक मकड़ी बनाम मकड़ी की तरह है एक नेटवर्क बनाम दूसरे नेटवर्क इस लड़ाई की प्रकृति है इसलिए जरूरी नहीं कि उनमें से कुछ उच्च शहर आधारित हों इसलिए आपके पास अब उद्यम पूंजीपति की तथाकथित फूड डिलीवरी एप्स और फूड डिलीवरी नेटवर्क जैसे कि Zomato या फूड पांडा और अन्य चीजें हैं वे सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी सामाजिक नेटवर्क सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और वे एक स्मार्ट फोन एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं और वे एग्रीगेटर के साथ साथ डिलर के रूप में कार्य करते हैं इसलिए वे कई रेस्तरां से भोजन लेते हैं और कई ग्राहकों को वितरित करते हैं तो यह कई नेटवर्क का एक मॉडल है और जो सवाल सामने आता है वह यह है कि इस तरह के व्यवसाय जैसे कि ज़ोमैटो और फूड पांडा अब भारी वित्त पोषित हैं तेजी से विस्तार कर रहे हैं वे डब्बावालों के इस पुराने व्यवसाय को कैसे देखेंगे या डब्बावालों को कैसे देखना चाहिए तो डब्बावाला सफलता के कारक आपके सामने हैं आप जानते हैं ये उद्यमी हैं वे कर्मचारी नहीं हैं इसलिए किसी भी हड़ताल का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वे अत्यधिक विश्वसनीय बहुत सपाट संरचना हैं ज्यादातर ग्राहक अधिग्रहण रेफरल और ग्राहक वकालत के माध्यम से होता है मुंह से शब्द लोगों की भर्ती भी रेफरल के माध्यम से होती है इसलिए सेवा प्रदाता और सेवा खरीदकर्ता दोनों एक दूसरे के लिए जाने जाते हैं और यह एक अनुकरणीय सेवा संस्कृति बनाता है और ग्राहक सुरक्षित और बहुत अच्छा रिकॉर्ड महसूस करता है अब यह लोग केंद्रित नेटवर्क अब कई प्रौद्योगिकी केंद्रित नेटवर्क जैसे कि ज़ोमेटोस फूड पांडा और या अन्य विभिन्न डिलीवरी सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो अधिकांश शहरों में क्रॉप कर रहे हैं और उनमें से कुछ अब कई शहर हैं तो सवाल यह है कि डब्बावालों बनाम इस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित खाद्य वितरण नेटवर्क का यह काफी हद तक मानव केंद्रित नेटवर्क है कि वे एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे कौन जीवित रहेगा और इस सेवा को अब से 5 साल लगेंगे इसलिए आपको इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है इसलिए आप एक सेवा प्रबंधन सलाहकार हैं और आपको बॉम्बे डब्बावाला संगठन की सलाह देना है हम दो स्लाइड करते हैं पहली स्लाइड में आप क्रॉनिकल की चिंता करते हैं जैसे फूड पांडा और ज़ोमैटो की उभरती हुई प्रतियोगिताओं फ़ास्ट फ़ूड चेन का विस्तार करने से प्रतिस्पर्धा संगठित खाद्य श्रृंखलाओं का विस्तार जैसे कि गोलि जिसे वड़ा पाव जीवित रहता है जो मुख्य रूप से एक था असंगठित स्ट्रीट फूड अब विभिन्न आउटलेट्स से कई हाइजीनिक पैकेज में दिया जाता है तो ये सभी उभरते हुए भोजन स्नैक्स लंच डिनर डिनर नहीं हैं लेकिन मैं कहूंगा कि लंच पैक्ड स्नैक्स डिलीवरी सिस्टम बनाम डब्बावालों में क्या महत्वपूर्ण चिंताएं हैं और अगली स्लाइड में मैं आपको इसलिए सेवा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में सिफारिश करना चाहूंगा कि आपकी राय में क्या होगा प्रमुख पहल क्या होनी चाहिए डब्बावाला को क्या करना चाहिए उन्हें भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए वे कैसे करेंगे रणनीतियों के रूप में प्रासंगिक 10 साल से अब के रूप में वे आज कर रहे हैं क्या उन्हें कर्मचारी तकनीक चाहिए क्या उन्हें अपने सेवा नेटवर्क की संरचना को बदलना चाहिए क्या उन्हें मानव केंद्रित नेटवर्क को प्रौद्योगिकी केंद्रित नेटवर्क के साथ मिलाना चाहिए जहां उन्हें जाना चाहिए